तो इंजीनियरिंग मैथमैटिक्स II के व्याख्यान में आपका स्वागत है और आज हम फ़ोरियर सीरीज़ की व्युत्पत्ति पर चर्चा करेंगे यह फ़ोरियर सीरीज़ और इन्टीग्रल ट्रांसफॉर्म पर व्याख्यान संख्या 32 है तो आज हम चर्चा करेंगे कि पीसवाइस कन्टिन्यूअस फंक्शन्स क्या हैं क्योंकि फ़ोरियर सीरीज़ के निर्माण के लिए यह आवश्यक है और दूसरा हम फ़ोरियर सीरीज़ की व्युत्पत्ति के लिए जाएँगे तो पिछले व्याख्यान से याद करें हमने जो किया था वह ट्रिग्नोंमैट्रिक सिस्टम था जिस पर विस्तार से चर्चा की गई थी तो यह एक सामान्य ट्रिग्नोंमैट्रिक सिस्टम है जिसमें यह 1 होता है और फिर cos πxl sin πxl और फिर 2 टाइम्स फिर 2 टाइम्स फिर 3 टाइम्स इत्यादि तो यहाँ इन सभी फ़ंक्शन्स का कॉमन पीरियड 2l है जिसकी हमने चर्चा की थी और फिर हमने ऐसे ट्रिग्नोंमैट्रिक सिस्टम के विभिन्न गुणों पर भी चर्चा की है और सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे पास क्या है अगर हम यहाँ इस ट्रिग्नोंमैट्रिक सिस्टम के किसी भी दो अलग अलग मेम्बर के प्रोडक्ट को l से l तक इन्टीग्रेट करते है जब m≠n है तो मान 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों इस m और इस n के साथ cos फैमिली से हैं m और n भिन्न हैं उस स्थिति में हमारे पास इस इन्टीग्रल का मान 0 है और जब mn है तो मूल रूप से वे एक ही मेम्बर हैं उस स्थिति में यह l के रूप में आ रहा है तो यह पिछले व्याख्यान में भी लिया गया था और इसी तरह हमारे पास साइन फैमिली के मेम्बर हैं फिर से वही परिणाम यदि m और n अलग हैं तो मान 0 है तो इसे हम कहते हैं कि सिस्टम ऑर्थोगोनल है और यदि mn है तो हमारे पास यह है मान l के बराबर है दूसरा परिणाम जब हमारे पास ये दो अलग अलग मेम्बर साइन और कोसाइन होते हैं तो मान 0 होगा m और n भले ही कुछ भी हों और हमने चर्चा भी की थी कि एक बार हमारे पास इन्टीग्रेन्ड के रूप में पीरिऑडिक फ़ंक्शन्स है जबकि हम l से l या किसी भी बिंदु से 2l तक इन्टीग्रेट करते है इसलिए इस पीरियड की लेंथ की कवरिंग 2l है तो मान समान ही होगा और हमने यह चर्चा 1 के साथ भी की है यदि हम फिर से फैमिली के किसी अन्य मेम्बर को लेते हैं तो परिणाम 0 होगा तो यह ट्रिग्नोंमैट्रिक सिस्टम ओर्थोगोनल है आज के व्याख्यान में फ़ोरियर सीरीज़ का निर्माण या फ़ोरियर सीरीज़ प्राप्त करते समय यह सीधे ऐसे इंटीग्रल का मूल्यांकन करने के लिए उपयोगी होगा तो अब एक फ़ंक्शन की पीसवाइस कन्टिन्युटी पर आते हैं मान लीजिए कि हमारे पास एक फ़ंक्शन f है और इसे इन्टरवल ab पर पीसवाइस कन्टिन्यूअस कहा जाता है यदि इन दोनों बिंदुओं a और b के बीच फ़ाइनाइट बिन्दु हैं और हम इन फ़ाइनाइटली कई बिंदुओं को t1t2tnकह रहे हैं मान लीजिए कि यहाँ a और b के बीच n बिंदु हैं इन बिंदुओं का गुण क्या है तो अब f प्रत्येक ओपन सब इन्टरवल पर कन्टिन्यूअस है जिसका अर्थ है at1 या t1t2 या t2t3 और हमारे पास यहाँ अंतिम इन्टरवल है यह tnb है तो इनमें से प्रत्येक सब इन्टरवल में फ़ंक्शन कन्टिन्यूअस है इसके अलावा यदि निम्नलिखित लिमिट्स मौजूद हैं तो ये लिमिट्स क्या हैं एक बाएं बिंदु पर राइट हैन्ड की लिमिट है क्योंकि हम क्लोज्ड इन्टरवल ab के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ इस छोर में जब हम a पर होते हैं हम राइट हैन्ड की लिमिट के बारे में बात कर रहे होते हैं और इसी तरह जब हम b के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास यह a होता है और हमारे पास b होता है तो इस छोर पर हम यहाँ लेफ्ट लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं और फिर इन सभी बिंदुओं के बीच में जहाँ भी हमारे पास मान लीजिए कि यह tj है तो दोनों पक्षों पर लिमिट मौजूद होना चाहिए तो राइट हैन्ड की लिमिट है और लेफ्ट हैन्ड की लिमिट भी सभी j के लिए वहाँ मौजूद होना चाहिए तो फिर से एक फ़ंक्शन को पीसवाइस कन्टिन्यूअस कहा जाता है यदि फ़ाइनाइटली ऐसे बहुत से बिंदु हैं जहाँ फ़ंक्शन प्रत्येक सब इन्टरवल ओपन सब इन्टरवल पर कन्टिन्यूअस है और ये लिमिट मौजूद है तो हम कहते हैं कि फ़ंक्शन कन्टिन्यूअस है तो क्योंकि ये मूल रूप से t1 t2 इत्यादि डिसकन्टिन्युटी के बिंदु हैं लेकिन ओपन इन्टरवल at1 t1t2 औरtnb में फ़ंक्शन कन्टिन्यूअस है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लिमिट्स मौजूद होनी चाहिए तो अंत बिंदु पर लिमिट मौजूद होनी चाहिए और इनमें से प्रत्येक बिंदु पर जहाँ फ़ंक्शन संभवतः डिसकन्टिन्यूअस है या इसे परिभाषित नहीं किया गया है उस स्थिति में ये लिमिट्स मौजूद होनी चाहिए इसलिए यदि ऐसा है तो हम ऐसे फ़ंक्शन को एक पीसवाइस कन्टिन्यूअस फ़ंक्शन कहते हैं तो पीसवाइस कन्टिन्यूअस फंक्शन का यह वर्ग निश्चित रूप से कन्टिन्यूअस फ़ंक्शन्स से बड़ा है क्योंकि हम यहाँ बहुत से बिंदुओं पर जहाँ फ़ंक्शन डिसकन्टिन्यूअस हो सकता है आराम कर रहे हैं या उन बिंदुओं पर इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है लेकिन राइट हैन्ड की ओर से और साथ ही लेफ्ट हैन्ड की ओर से प्रत्येक बिंदु पर लिमिट मौजूद होनी चाहिए और अंत बिंदुओं पर इसलिए राइट हैन्ड के बिंदु पर लेफ्ट लिमिट मौजूद होनी चाहिए और शुरुआती बिंदु a लेफ्ट हैन्ड का बिंदु पर राइट लिमिट मौजूद होनी चाहिए तो इन गुणों के होने पर हम ऐसे फ़ंक्शन को पीसवाइस कन्टिन्यूअस फ़ंक्शन कहते हैं और बस एक नोट कि f को इस इन्टरवल 0∞ पर पीसवाइस कन्टिन्यूअस कहा जाता है जो 0 पर क्लोज़ है यदि यह प्रत्येक फ़ाइनाइट इन्टरवल 0b पर पीसवाइस कन्टिन्यूअस है और b कोई भी संख्या है धनात्मक वास्तविक संख्या है तो हम कहते हैं कि यह फ़ंक्शन 0∞ पर पीसवाइस कन्टिन्यूअस है यदि फ़ंक्शन धनात्मक वास्तविक संख्याओं के सेट से किसी भी b के लिए 0b पर पीसवाइस कन्टिन्यूअस है तो पीसवाइस कन्टिन्युटी के बारे में हमारे पास यह क्या है हम केवल पीसवाइस कन्टिन्युटी के कुछ उदाहरणों पर चर्चा करेंगे और फिर हम फ़ोरियर सीरीज़ की व्युत्पत्ति के बिंदु पर आएंगे इसलिए यदि हम इस फ़ंक्शन fx पर विचार करते हैं जिसे बिंदु x पर 3 के रूप में परिभाषित किया गया है और फिर फ़ंक्शन को x पर 2 के रूप में परिभाषित किया गया है और बीच में भी से 1 और फिर 1 से 2 तक इन फ़ंक्शन्स को x2 और फिर 1 x2 के रूप में परिभाषित किया जाता है तो उदाहरण के लिए यदि हम बिंदु पर देखते है पर फ़ंक्शन का मान 3 है लेकिन यदि हम राइट हैन्ड से लिमिट के मान को देखें तो इस बिंदु पर यह 2 होगा तो निश्चित रूप से फ़ंक्शन पर डिसकन्टिन्यूअस है इसी तरह 1 पर भी क्योंकि अगर हम लेफ्ट हैन्ड से देखते हैं तो मान 1 होगा लेकिन अगर हम राइट हैन्ड से देखें या इसे यहाँ 0 पर बिल्कुल परिभाषित किया गया है और इसी तरह हमारे पास 2 पर भी डिसकन्टिन्युटी है तो यहाँ इन सभी बिंदुओं पर चाहे वह है या यह 1 है या 2 या इन सभी बिंदुओं पर फ़ंक्शन डिसकन्टिन्यूअस है इसलिए अब हमें यह जाँचना होगा कि क्या हम इस फंक्शन को पीसवाइज कंटीन्यूअस की श्रेणी में रख सकते हैं क्योंकि पीसवाइज कंटीन्यूअस सिर्फ इतना नहीं है कि हमारे पास ये पॉइंट्स हैं जहाँ फंक्शन डिसकन्टिन्यूअस है बल्कि हमें प्रत्येक सब इंटरवल में लिमिट्स की भी जांच करनी होगी उदाहरण के लिए यहाँ से 1 मे यह x2 कन्टिन्यूअस है यहाँ भी यह कन्टिन्यूअस है अतः प्रत्येक ओपन इन्टरवल में चाहे वह से 1 तक हो या 1 से 2 तक या 2 से तक फ़ंक्शन कन्टिन्यूअस होता है तो पहली प्रॉपर्टी संतुष्ट है कि यह इन ओपन सब इन्टरवल्स में कन्टिन्यूअस होनी चाहिए दूसरी प्रॉपर्टी लिमिट है तो यहाँ हमें इन सभी बिन्दुओं पर जाँच करनी है कि क्या यह a है या यह 1 है या यह 2 है या कि लिमिट मौजूद होनी चाहिए तो इस बिंदु पर हम राइट हैन्ड की लिमिट को देखेंगे क्योंकि फ़ंक्शन केवल इस बिंदु से दाईं ओर परिभाषित है इसलिए अगर हम यहाँ इस लिमिट को देखेंतो यह सिर्फ 2 आएगी तो यह अस्तित्व में है 1 पर लेफ्ट हैन्ड की लिमिट 1 होगी और राइट हैन्ड की लिमिट 0 होगी तो यहाँ हमारे पास इस बिंदु 1 पर दोनों लिमिट्स हैं फिर से इसी तरह बिंदु 2 पर हमारे पास लेफ्ट हैन्ड से यह 1 22 है इसलिए यह 1 4 है जो कि 3 है और जब हम इस लिमिट को राइट हैन्ड से लेते हैं तो यह सिर्फ 2 है एक स्थिरांक तो यहाँ भी हमारे पास लिमिट है और पर हम केवल लेफ्ट हैन्ड की ओर से विचार करेंगे जो कि 2 है तो आंतरिक बिंदुओं में इन सभी बिंदुओं पर दोनों लिमिट्स लेफ्ट हैन्ड और राइट हैन्ड लिमिट्स मौजूद हैं और अंतिम बिंदुओं पर राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट मौजूद है तो ये सभी लिमिट्स मौजूद हैं इसलिए यह फ़ंक्शन पीसवाइस कन्टिन्यूअस है जैसा कि यहाँ लिखा गया है डिसकन्टिन्युटी के प्रत्येक बिंदु पर फ़ंक्शन की दोनों तरफ से एक तरफा लिमिट होती है और अंत बिंदुओं पर भी या राइट और लेफ्ट हैन्ड लिमिट क्रमशः मौजूद होती है और इसलिए फ़ंक्शन पीसवाइस कन्टिन्यूअ होता है तो हम एक अन्य फ़ंक्शन पर विचार करेंगे जिसकी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं तो यहाँ t2 को 0 से 1 में और फिर हमारे पास 1 से 2 3 t और फिर 2 से 3 है फ़ंक्शन को t1 के रूप में परिभाषित किया गया है तो फिर हमारे पास यह स्थिति है कि प्रत्येक ओपन सब इन्टरवल में चाहे वह 0 से 1 हो या 1 से 2 हो या यह 2 से 3 हो फ़ंक्शन कन्टिन्यूअस है क्योंकि इसे t2 3 t और t1 द्वारा परिभाषित किया गया है तो पीसवाइस कन्टिन्यूअस फंक्शन की पहली प्रॉपर्टी संतुष्ट है दूसरी प्रॉपर्टी के लिए हमें लिमिट्स पर चर्चा करनी होगी तो 0 पर फिर से यदि हम 0 पर सही लिमिट लेते हैं तो यह 0 होने वाली है 1 पर हमारे पास दोनों अंतिम लिमिट्स हैं यहाँ यह लेफ्ट हैन्ड की ओर से 1 है और राइट हैन्ड की ओर से यह 2 है और 2 पर भी यह लेफ्ट हैन्ड से 1 होगा और फिर राइट से यह 3 होगा और फिर 3 पर हम लेफ्ट हैन्ड की लिमिट की गणना कर सकते हैं और वह 4 देगा तो डिसकन्टिन्युटी के इन सभी बिंदुओं पर राइट और लेफ्ट लिमिट मौजूद है और इसलिए फ़ंक्शन पीसवाइस कन्टिन्यूअस है इसके अलावा इन अंत बिंदुओं पर राइट और लेफ्ट हैन्ड की लिमिट्स मौजूद हैं इसलिए फिर से यह फ़ंक्शन पीसवाइस कन्टिन्यूअस फंक्शन है यह एक सरल उदाहरण है जहाँ हम देखेंगे कि यह पीसवाइस नहीं है यह पीसवाइस कन्टिन्यूअस नहीं है और यह फ़ंक्शन 0 है और यहाँ जब हमारे पास 0 और 1 के बीच x है तो यह x n है जहाँ n कुछ धनात्मक वास्तविक संख्या है तो इस केस में यह फ़ंक्शन पीसवाइस कन्टिन्यूअस नहीं है और कारण स्पष्ट है क्योंकि फ़ंक्शन x0 को छोड़कर हर जगह कन्टिन्यूअस है तो समस्या x0 पर है क्योंकि जब x 0 और 1 के बीच होता है तो फ़ंक्शन कन्टिन्यूअस होता है और कोई समस्या नहीं होती है समस्या x0 पर है तो x0 पर समस्या क्या है यदि हम यहाँ x0 पर लिमिट लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें राइट हैन्ड की ओर से लेना होगा क्योंकि फ़ंक्शन 0 और 1 में दिया गया है तो इस बाउन्ड्री पर लेफ्ट बाउन्ड्री 0 पर हमें लिमिट लेनी होगी जो 1xn के समान है और n एक धनात्मक संख्या है तो जब x 0 पर जाता है तो यह लिमिट तक जाती है इसलिए हमारे पास यहाँ फ़ाइनाइट लिमिट नहीं है हमारे पास यह फ़ंक्शन लिमिट के साथ तक जा रहा है और यही कारण है कि यह पीसवाइस कन्टिन्यूअस नहीं है क्योंकि परिभाषा कहती है कि फ़ाइनाइटली इन सभी लिमिट्स का अस्तित्व होना चाहिए लेकिन यहाँ यह पीसवाइस कन्टिन्यूअस नहीं है क्योंकि यह 1xn मौजूद नहीं होगा और इसलिए यह फ़ंक्शन पीसवाइस कन्टिन्यूअस नहीं है हम इस फ़ंक्शन के लिए पीसवाइस कन्टिन्युटी के एक अन्य उदाहरण पर चर्चा करेंगे जो कि ft1t 1 है और इस केस में भी हमारे पास एक समान स्थिति है कि इस फ़ंक्शन में समस्या t1 पर है फ़ंक्शन t1 के अलावा कन्टिन्यूअस है जो निश्चित रूप से पीसवाइस कन्टिन्यूअस है लेकिन यदि हम कोई इन्टरवल लेते हैं जिसमें यह बिंदु 1 होता है तो t1 के करीब पहुंचने पर लेफ्ट और राइट हैन्ड की लिमिट फिर से मौजूद नहीं होती है तो यहाँ हमें 1 पर समस्या है फ़ंक्शन 1 वाले किसी भी इन्टरवल में कन्टिन्यूअस नहीं है क्योंकि यह लिमिट यहाँ प्लस से राइट हैन्ड और लेफ्ट हैन्ड से मौजूद नहीं है क्योंकि t 1 तक पहुंचता है दोनों लिमिट्स यहाँ मौजूद नहीं हैं और इन पीसवाइस कन्टिन्यूअस फंक्शन्स का महत्व क्या है इस पर एक त्वरित टिप्पणी है इसलिए पीसवाइस कन्टिन्यूअस फंक्शन की एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी बाउंडेडनेस है तो हमने देखा है कि फ़ंक्शन बाउंडेड है क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर हम यह सुनिश्चित करते हैं कि लिमिट दोनों सिरों से मौजूद है और प्रत्येक ओपन इन्टरवल में भी फ़ंक्शन कन्टिन्यूअस था इसलिए बाउंडेडनेस की गारंटी है और इस बाउंडेडनेस के परिणामस्वरूप क्लोज्ड इन्टरवल पर इन्टीग्रेबलिटी की भी गारंटी है इसलिए यदि कोई फ़ंक्शन पीसवाइस कन्टिन्यूअस है तो फ़ंक्शन उस इन्टरवल में बाउंडेड होगा और साथ ही उस इन्टरवल में इन्टीग्रेबल होगा तो ये दो प्रॉपर्टीस महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीस हैं और हम इस अच्छी प्रॉपर्टी के आधार पर फ़ोरियर सीरीज़ के निर्माण को देख रहे हैं वास्तव में ये सभी प्रॉपर्टीस तब भी मान्य होती हैं जब हम एक क्लोज्ड इन्टरवल में कन्टिन्यूअस फंक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं लेकिन यह कि हम केवल कन्टिन्यूअस फंक्शन करने के लिए बहुत अधिक प्रतिबंध लगा रहे हैं तो यह वह जगह है जहाँ हमने पीसवाइस कन्टिन्यूअस फंक्शन्स को भी शामिल करने में ढील दी क्योंकि उनके पास इन्टीग्रेबलिटी और बाउंडेडनेस की यह प्रॉपर्टी भी है इसके अलावा एक और अच्छी प्रॉपर्टी है कि f1 f2 दो पीसवाइस कन्टिन्यूअस फंक्शन हैं तो उनका प्रोडक्ट भी पीसवाइस कन्टिन्यूअस होगा तो यदि हम दो पीसवाइस कन्टिन्यूअस फंक्शन f1 और f2 का प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनका प्रोडक्ट भी पीसवाइस कन्टिन्यूअस होगा न केवल प्रोडक्ट बल्कि उनका लीनियर कॉम्बीनेशन भी इसका मतलब है कि यदि हम किसी वास्तविक संख्या c1f1c2f2 का गुणा करते हैं से तो यह प्रोडक्ट यह कॉम्बीनेशन भी पीसवाइस कन्टिन्यूअस है तो अब हम ट्रिग्नोंमैट्रिक सीरीज़ के इस ऑर्थोगोनैलिटी के बारे में पिछले व्याख्यान से प्राप्त ज्ञान के द्वारा फ़ोरियर सीरीज़ का निर्माण करने के लिए तैयार हैं और फिर एक पीसवाइस कन्टिन्यूअस फंक्शन का ज्ञान होने पर हम फ़ोरियर सीरीज़ के निर्माण के लिए जा सकते हैं तो मैं प्रारंभ करता हूँ कि फ़ोरियर सीरीज़ को कैसे बनाते है मान लीजिए f एक पीसवाइस कन्टिन्यूअस फंक्शन है यही कारण है कि हमने कन्टिन्यूअस फंक्शन को परिभाषित किया है यहाँ हम पीसवाइस कन्टिन्यूअस फंक्शन पर बात करेंगे तो हमारे पास एक पिरिऑडिक फ़ंक्शन है जो पीसवाइस कन्टिन्यूअस है हमने पिछले व्याख्यान में समग्र रूप से पिरिऑडिक फ़ंक्शन को परिभाषित किया है तो इस इन्टरवल से पर परिभाषित और हमारे पास निम्नलिखित ट्रिग्नोंमैट्रिक सीरीज़ एक्सपान्शन है हम इस फ़ंक्शन और उसके ट्रिग्नोंमैट्रिक सीरीज़ एक्सपान्शन आदि के बीच क्या संबंध है इस पर गौर करेंगे तो मान लीजिए कि फिलहाल हम मान लेते हैं कि इस f का इस तरह का एक्सपान्शन है जो यहाँ ट्रिग्नोंमैट्रिक सीरीज़ है और अब हम यह बताने का प्रयास करेंगे कि यह सीरीज़ f से किस प्रकार संबंधित है जैसे की किस अर्थ में यह सीरीज़ इस फ़ंक्शन f को प्रदर्शित करना चाहिए और अब यही उद्देश्य है कि यहाँ ये कोफीशिएंट क्या हैं क्योंकि इस सीरीज़ में अज्ञात क्या है या यहाँ क्या बदला जा सकता है ये वे कोफीशिएंट हैं क्योंकि कॉस फ़ंक्शन दिया गया है साइन फ़ंक्शन दिया गया है तो दिए हुए फ़ंक्शन f के साथ क्या संबंधित है हमें इन कोफीशिएंट्स को संबंधित करना है हम इन कोफीशिएंट्स को दिए गए फ़ंक्शन f से संबंधित करते हैं ताकि यह सीरीज़ कुछ अर्थों में प्रदर्शित हो सके और किस अर्थ में यह फ़ंक्शन f जिस पर बाद में चर्चा की जाएगी तो अब विचार यह है कि ये कोफीशिएंट अब दिए गए फ़ंक्शन से कैसे संबंधित हैं संबंध निर्माण के लिए संबंध को स्थापित करने के लिए अब हम क्या करेंगे हम मानते हैं कि उपरोक्त सीरीज़ को टर्म दर टर्म इन्टीग्रेट किया जा सकता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका इंटीग्रल इस से पर फंक्शन f के इंटीग्रल के बराबर है तो हम क्या मान रहे हैं कि इस सीरीज़ का इंटीग्रल जब हम इसे टर्म दर टर्म इन्टीग्रेट करते हैं तो उस इंटीग्रल का मान इस रेंज से पर f के इंटीग्रल के बराबर है तो इस धारणा के साथ हम फ़ंक्शन f और इस सीरीज़ के कोफीशिएंट्स के बीच एक संबंध प्राप्त करेंगे तो अब हम क्या कर रहे हैं हम यहाँ से तक fx dx को इन्टीग्रेट कर रहे हैं और फिर हम राइट हैन्ड की ओर भी इन्टीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पहला टर्म a02 dx को - से तक इन्टीग्रेट किया गया है और फिर दूसरा टर्म भी इसलिए हमने अन्य सभी टर्मस को यहाँ - से तक इन्टीग्रेट किया है तो अब हमें इस ट्रिग्नोंमैट्रिक सिस्टम की ओर्थोगोनल प्रॉपर्टी का एहसास होना चाहिए और यहाँ हमारे पास यहाँ 1 और इस cos kx के साथ प्रोडक्ट है हमारे पास यहाँ भी वही स्थिति है 1 और इसका sin kx के साथ प्रोडक्ट है चूँकि 1 और यह यहाँ ओर्थोगोनल हैं 1 और साइन भी ऑर्थोगोनल हैं हमने पिछले व्याख्यान में इस पर चर्चा की है तो यह 0 होने जा रहा है और यह भी 0 होने जा रहा है और हमारे पास अभी क्या है a02 और फिर इंटीग्रल सिर्फ 2 होगा तो 2 यहाँ केंसील होगा अब हमारे पास केवल a0 है तो राइट हैन्ड की ओर सिर्फ a0 है तो यहाँ से अब हम इस a0 की गणना कर सकते हैं हम इस a0 को दिए गए फंक्शन से संबंधित कर सकते हैं तो यह a0 1 होगा और यह इन्टीग्रल इस f पर रेंज -π से तक है इसलिए इस धारणा से f के इंटीग्रल का मान इस ट्रिग्नोंमैट्रिक सीरीज़ के इंटीग्रल के मान के बराबर है हमें दिए गए f के साथ कम से कम इस a0 की गणना करने के लिए संबंध मिला है यहाँ क्या ध्यान देना चाहिए मैं इस पर फिर से चर्चा करूंगा की हम यह नहीं रख रहे हैं कि यहाँ f इस सीरीज़ के बराबर है हम केवल यह बता रहे हैं कि यह f को प्रदर्शित करता है हम इग्ज़ैक्ट संबंध और सभी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम इस एक एक्सपान्शन या इस f के कुछ प्रकार के प्रदर्शन के बारे में बात कर रहे हैं और यह किस प्रकार का प्रदर्शन है और वह सब प्रश्न अभी भी है जिस पर हम अगले व्याख्यानों में चर्चा करेंगे लेकिन यह स्पष्ट होना चाहिए कि हम यहाँ सीरीज और फंक्शन f के बीच कोई समानता या कुछ भी नहीं रख रहे हैं लेकिन उदाहरण के लिए यह यहाँ ध्यान दिया जाना चाहिए कि इन a0 की गणना के लिए यह हमारी धारणा है कि यह बराबर है f x का इंटीग्रल सीरीज़ के इंटीग्रल के बराबर है तो हमारे पास यहाँ पहली समानता है जो अब सीरीज़ को फ़ंक्शन और उसके विस्तार से संबंधित कर रही है अब हम और अधिक मान्यताओं के साथ आगे बढ़ेंगे यह पहला था कि यदि हम फ़ंक्शन और सीरीज़ को यह मानते हुए इन्टीग्रेट करते हैं कि ये दोनों समान हैं तो हमें फ़ंक्शन के लिए a0 का एक संबंध मिला है आगे हम क्या करते हैं यदि हम सीरीज़ को cos nx से गुणा करते हैं और फिर इन्टीग्रेट और फिर सोचते हैं कुछ धारणा यह है कि इसका मान फिर से इस से पर एक ही फ़ंक्शन cos nx से f x के गुणा के इंटीग्रल के बराबर है तो सबसे पहले पिछली स्लाइड में हमने केवल f को इन्टीग्रेट किया था और हमने सीरीज़ को इन्टीग्रेट किया था अब हम क्या कर रहे हैं हम सीरीज़ को cos nx से गुणा कर रहे हैं साथ ही हम फ़ंक्शन को cos nx से गुणा कर रहे हैं और फिर से में इन्टीग्रेट कर रहे है और इस लक्ष्य को पाने के लिए अन्य aks और bks के लिए अन्य संबंध प्राप्त करने के लिए तो आइए जानते हैं अब इस केस में क्या होता है तो हमारे पास f और cos nx dx है यह इन्टीग्रेटेड है तो पहला 0 हो गया है क्योंकि यह -π to में a02 इंटीग्रल है और फिर हमारे पास cos nx dx है और फिर ऑर्थोगोनैलिटी के साथ वही तर्क हम कह सकते हैं कि यह 0 है तो पहला इंटीग्रल 0 होने वाला है और फिर हमारे पास यहाँ थोड़ा और है हमारे पास यह इंटीग्रल है और हमारे पास यह इंटीग्रल है जाहिर है दूसरे इंटीग्रल में हमारे पास कॉस फंक्शन और साइन फंक्शन है और हम जानते हैं कि ये ऑर्थोगोनल फंक्शन हैं इसलिए यह 0 होने वाला है इसलिए यह दूसरा इंटीग्रल पहले वाले में लुप्त हो जाएगा इसलिए यह यहाँ 0 है पहले वाले में यह k यहाँ परिवर्तित होता है k 1 2 3 इत्यादि से परिवर्तित होता है और अगर हम उस परिणाम को याद करें जो हमें इस व्याख्यान की शुरुआत में मिला था तो मैंने संक्षेप में बताया कि हमारे पास यहाँ cos nx है और यहाँ कुछ k के लिए जब k n होगा तो यह भी cos nx dx होगा यह टर्म बच जाएगा अन्य सभी टर्म ऑर्थोगोनैलिटी के तर्क के साथ फिर से इस इंटीग्रल को 0 बना देंगे उस केस को छोड़कर जब हमारे पास यह cos nx होगा और इस cos nx के साथ में क्योंकि k 1 से में परिवर्तित होता हैतो हम उसी n के बारे में बात कर रहे हैं जो वहाँ पहले से मौजूद है cos nx तो जब हमारे पास एक ही फ़ंक्शन का यह प्रोडक्ट है उस स्थिति में मान था तो यह इंटीग्रल घट कर मात्र an और रह जाएगा तो फिर से और दूसरा वाला 0 है इसलिए यहाँ से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं 1 के बराबर और -π से तक fxcos nx dx का इन्टीग्रल और n 1 2 3 इत्यादि मे जा सकते हैं इसलिए हमें फ़ंक्शन का एक और संबंध कोफीशिएंट ans से मिला है और n कोई भी संख्या 1 2 3 इत्यादि हो सकता है तो हमारे पास पहले से ही दो संबंध हैं एक a0 था है जिसे हमने फ़ंक्शन और सीरीज़ को इन्टीग्रेट कर प्राप्त किया हमें यहाँ एक और संबंध प्राप्त होता है सीरीज़ को cos nx से गुणा करने पर और फिर -π से तक इन्टीग्रेट करने पर तो अब हम क्या करेंगे हम sin nx से गुणा करेंगे बजाय cos nx के ऐसा करने से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं हम bn प्राप्त कर सकते हैं उसी तर्क के साथ जो पहले किया गया था इस स्थिति में पहला इन्टीग्रल लुप्त हो जाएगा और दूसरे इन्टीग्रल से हमें यहाँ कोफीशिएंट bn प्राप्त होगा जो कि sin nx dx है तो अब हमने इन सभी कोफीशिएंट्स को संबंधित कर दिया है bn an और a0 फ़ंक्शन के साथ या दिए गए फ़ंक्शन के साथ तो कुछ अर्थों में हमारा प्रतिनिधित्व फ़ंक्शन का अनुमान लगा रहा है क्योंकि उनके इंटीग्रल बराबर होते हैं जब आप cos nx से गुणा करते हैं फिर से उनके इंटीग्रल बराबर होते हैं और जब हम sin nx से गुणा करते हैं फिर से f का इंटीग्रल और दूसरी तरफ सीरीज़ के साथ वह बराबर है इसलिए वे अब संबंधित हैं हमने इन कोफीशिएंट्स को उस अर्थ में व्युत्पन्न किया है ठीक है संक्षेप में हमारे पास ट्रिग्नोंमैट्रिक सीरीज़ एक्सपान्शन है और हमें a0मिला है हमें anमिला है और हमें यह bnमिला है यह मानते हुए कि उनके इंटीग्रल बराबर हैं या cos nx और sin nx के गुणन के बाद वे बराबर हैं तो इस सीरीज़ के होने पर अब ये कोफीशिएंट an a0 a1a2a3 इत्यादि उन्हें फ़ोरियर कोफीशिएंट कहा जाता है और यहाँ इस सीरीज़ को फ़ोरियर सीरीज़ कहा जाता है इसे फ़ोरियर सीरीज़ कहते हैं और इन्हें फ़ोरियर कोफीशिएंट कहते हैं बस एक और बिंदु जो अब स्पष्ट है कुछ स्थिरांक होने की बजाय हमने a02 के साथ शुरू कर दिया है और उद्देश्य प्राप्त करने के लिए यह a02 वास्तव में यहाँ से आया था अगर हम an के इन दो सूत्रों को देखें जो n 1 2 3 इत्यादि के लिए मान्य था और यह a0 अलग से निकाला गया था लेकिन अंत में हमने क्या महसूस किया कि यह सूत्र अधिक सामान्य है यह इस a0 को कवर करता है इसी प्रकार क्योंकि यदि n0 यह cos 0 1 और हमारे पास बिल्कुल यही सूत्र n0 के लिए है तो हमारे पास ये तीन सूत्र नहीं हैं हमारे पास बस यह an हो सकता है जो 0 1 2 इत्यादि के लिए मान्य है और यह bn लिए मान्य है जो 1 2 3 आदि के लिए मान्य है तो इसकी हमें अब जरूरत नहीं है और यही कारण है कि हमें a02 के साथ शुरू करना होगाअगर हम यहाँ सिर्फ कुछ स्थिरांक ले तो वह a0 का सूत्र बाकी की तुलना में अलग होगा केवल कुछ टिप्पणियां ताकि सामान्य तौर पर हम सीरीज़ में इस चिह्न को इस चिह्न से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं जो स्थिरांक के निर्धारण से स्पष्ट है क्योंकि ये स्थिरांक किसी इंटीग्रल की बराबरी करते हुए निर्धारित किए जाते हैं तीन इंटीग्रल एक डायरेक्ट इंटीग्रल था जबकि दूसरे को cos nx और sin nx से गुणा किया गया था तो स्पष्ट रूप से हम वहाँ केवल समानता नहीं रख सकते हैं लेकिन उनके इंटीग्रल समान हैं और इस प्रक्रिया में जैसा कि मैंने कहा है कि दो इंटीग्रल समान हैं जिसका अर्थ यह नहीं है कि फ़ंक्शन ट्रिग्नोंमैट्रिक सीरीज़ के बराबर है अगले व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे कि किस स्थिति में हम फ़ंक्शन और उसके ट्रिग्नोंमैट्रिक या फ़ोरियर सीरीज़ के बीच समानता प्राप्त कर सकते हैं फ़ोरियर सीरीज़ की यूनिकनेस पर दूसरा है तो यदि हम फ़ाइनाइट संख्या में फ़ंक्शन के मान को बदलते हैं क्योंकि हम इन कोफीशिएंट्स की गणना के बारे में बात कर रहे हैं और फ़ोरियर कोफीशिएंट an और bn हमारे पास इंटीग्रल्स है और इंटीग्रल्स का मान परिभाषित फ़ंक्शन को नहीं पढ़ेगा बस वे बहुत से बिंदुओं पर मान से भिन्न होते हैं इसलिए यदि हम अंकों की फ़ाइनाइट संख्या पर फ़ंक्शन के मान को बदलते हैं और इंटीग्रल में परिभाषित फ़ोरियर कोफीशिएंट अपरिवर्तित हैं और इस प्रकार जो फ़ंक्शन बहुत से बिंदुओं पर भिन्न होते हैं उनमें बिल्कुल वही फ़ोरियर कोफीशिएंट होते हैं इसलिए यदि हमारे पास संबंधित फ़ोरियर सीरीज़ है तो यदि हमारे पास दो फ़ंक्शन हैं जो बहुत से बिंदुओं पर भिन्न हैं तो उनकी फ़ोरियर सीरीज़ या उनके फ़ोरियर कोफीशिएंट समान होंगे या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि हमारे पास दो फ़ंक्शन हैं जो पीसवाइस कन्टिन्यूअस हैं और f और g की फ़ोरियर सीरीज़ समान हैं तो वे फ़ाइनाइट बिंदुओं को छोड़कर समान होने चाहिए So that was a remark these are the references we have used for preparing lectures तो यह एक टिप्पणी थी ये वे संदर्भ हैं जिनका उपयोग हमने व्याख्यान तैयार करने के लिए किया है तो हमने इस व्याख्यान में क्या चर्चा की है कि एक फ़ंक्शन की फ़ोरियर सीरीज़ जो π से या 0 से 2π तक परिभाषित है और यह पीरियड 2 के साथ पीरियोडिक है तो इसे इस फ़ोरियर सीरीज़ और इन कोफीशिएंट्स के द्वारा दर्शाया जा सकता है तथाकथित फ़ोरियर कोफीशिएंट्स का मूल्यांकन इन इन्टीग्रल्स की सहायता से किया जा सकता है और एक महत्वपूर्ण बिंदु जिसका हमें यहाँ फिर से उल्लेख करना चाहिए कि हमारे पास यहाँ समानता नहीं है क्योंकि इन कोफीशिएंट्स का निर्माण यहाँ सीरीज़ के साथ फ़ंक्शन की प्रत्यक्ष समानता नहीं इंटीग्रल की समानता के आधार पर किया जाता है तो इसी के साथ मैं इस व्याख्यान को समाप्त करता हूं और फिर आपके ध्यान के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ